इस विशेष व्याख्यान में मैं आपको वास्तव में दो साधनों या प्लेटफ़ॉर्म दिखाने जा रहा हूं जिनका उपयोग IIoT विश्लेषिकी के लिए किया जा सकता है इनमें से एक लोकप्रिय रूप से R के नाम से जाना जाता है R जो एक व्यापक साधन प्रदान करता है जो विभिन्न प्लेटफार्मों की पेशकश करता है और कार्यान्वयन के लिए इसकी अपनी भाषा है तो R मूल रूप से एक साधन है जो व्यापक रूप से विश्लेषिकी के लिए उपयोग किया जाता है तो R और एक अन्य भाषा जिसे जूलिया के रूप में जाना जाता है जूलिया भी एक बहुत लोकप्रिय उच्च स्तरीय भाषा है जिसका उपयोग इन विश्लेषण समाधानों को लागू करने के लिए किया जा सकता है तो R और जूलिया दोनों IIoT एनालिटिक्स परिदृश्यों और उनके कार्यान्वयन में काफी लोकप्रिय हैं तो चलिए पहले R को देखते हैं R और R प्रोग्रामिंग क्या है तो R एक साधन है जो प्रोग्रामिंग की विभिन्न विशेषताएं प्रदान करता है इसलिए यह एक प्रोग्रामिंग भाषा प्रदान करता है यह सांख्यिकीय विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है इसमें ग्राफ़िकल प्रतिनिधित्व प्लेटफ़ॉर्म डेटा विज़ुअलाइज़ेशन ओपन सोर्स है और इसमें विभिन्न डेटा एनालिटिक्स सुविधाएँ हैं तो ये R की विभिन्न विशेषताएं हैं और R में प्रोग्रामिंग वातावरण विभिन्न विशेषताओं का समर्थन करता है तो मूलभूत अवधारणाएं इस तरह हैं कि R में कुछ निश्चित शब्द हैं उनके कुछ चर जिन्हें R में परिभाषित किया जा सकता है R ऑपरेटर R डेटा प्रकार हैं और ये मैं आपको जल्द ही दिखाने जा रहा हूं और ये क्या हैं इन सब का एक सरल उदाहरण है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तो यहाँ मूल रूप से सब कुछ RStudio में दिखाया जाएगा RStudio को मूल रूप से इस R प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के लिए समर्थन प्राप्त है इसलिए मैं आपको RStudio में यह बात दिखाने जा रहा हूं लेकिन हमें पहले आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि R में कौन से शब्द आरक्षित हैं तो यह आरक्षित शब्द है जिसका कुछ विशेष अर्थ है और जिसे एक चर नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह reserved स्वयं आरक्षित है इसलिए यदि आप मूल रूप से RStudio में टाइप करते हैं यदि आप reserved या help टाइप करते हैं तो आपको ये आरक्षित शब्द मिलने वाले हैं जो R में समर्थित हैं तो ये आरक्षित वार्ड हैं जैसे if else repeat while function for next break true false आदि तो ये इन अलग अलग आरक्षित शब्दों में से कुछ हैं और उनके संबंधित विवरण भी उपलब्ध हैं तो अगर आप RStudio में इस रिजर्व में टाइप करते हैं तो आप इसे देख पाएंगे फिर एक चर क्या है चर मूल रूप से किसी भी प्रोग्रामिंग भाषाओं में चर की तरह हैं ये मूल रूप से घोषणाएं हैं जो मुझे करनी होंगी और इन्हें कुछ निश्चित मान निर्दिष्ट किए जाएंगे तो इन चर को घोषित करना होगाउदाहरण के लिए ये कुछ है A एक चर है X एक चर है Y एक चर है इसलिए इन चरों को अलग अलग मान दीया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए A20 20 के बराबर मूल्य है जो इस चर A को दीया गया है तो हैलो एक स्ट्रिंग है जिसे असाइन किया गया है जो इस चर X को असाइन किया गया है और true मान है वेरिएबल Y का इसलिए ये विभिन्न प्रकार के वैरिएबल हैं इनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है इनको घोषित कैसे किया जा सकता है कैसे इन वैरिएबल को RStudio प्लेटफॉर्म में घोषित किया जा सकता है तो ये मूल रूप से इस R प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यक विशेषताएं हैं इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह केवल स्नैप शॉट है जो स्क्रीनशॉट लिया गया है जो कि RStudio से लिया गया है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह है कि आप कुछ घोषणाओं को कैसे करेंगे A20 और अब यदि आप चाहते हैं प्रिंट A से आपको यह मान 20 प्राप्त होगा इसी तरह आप इस वेरिएबल X को हेलो घोषित करते हैं और यदि आप X प्रिंट करते हैं तो आपको यह वैल्यू मिलने वाली है परिणाम हेल्लो होने वाला है तो असली Y मूल रूप से यदि आप Y प्रिंट करते हैं तो आप इस वैल्यू को सही मानेंगे क्योंकि इस वैरिएबल Y का क्या मान है और इस RStudio प्लेटफॉर्म में भी जो मैं आपको जल्द ही दिखाने जा रहा हूं आप देख पाएंगे कि ये अलग है एक अलग पैनल है जिसके ऊपर आप इन सभी वैश्विक पर्यावरण मूल्यों को देख सकते हैं चर A X और Y और उनके संबंधित मूल्य दिखाए गए हैं आगे मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अन्य चीजें की जा सकती है उदाहरण के लिए Rमैं विभिन्न ऑपरेटरों का उपयोग कैसे किया जा सकता है जैसे कि अंकगणित ऑपरेटरों जैसे कि ऑपरेटर जो कि यूनीरी करेगा यह घटाव करेगा और फिर गुणन के लिए है विभाजन के लिए है तो यह मूल रूप से power के लिए मूल रूप से 2x तो आपको power का उपयोग के साथ करना है तो आपके पास है जो मूल रूप से एक विभाजन का शेष है और यह है यह पूरी संख्या है जिसके परिणामस्वरूप संख्या रेखा में बाईं ओर समायोजित किया गया है तो ये इन विभिन्न अंकगणितीय ऑपरेटर्स में से कुछ हैं जो R में समर्थित हैं और यह एक स्क्रीन शॉट है जिसे RStudio से लिया गया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह आपको विभिन्न अंकगणितीय ऑपरेटर को दिखाएगा जैसे कि 23 और फिर यदि आप Enter दब आएंगे तो परिणाम 5 मिलेगा तो यह सिर्फ बाइनरी है तो यहाँ वास्तव में आप क्या कर रहे हैं क्या आप इस ऑपरेटर की मदद से इन दो अलग अलग ऑपरेंड को जोड़ रहे हैं और आपको यह परिणाम 5 मिल रहा है इसी तरह 2 का 3 में गुणा करने के लिए है इसलिए आपको यह परिणाम मिलेगा 2 को 3 से विभाजित करके फ्लोटिंग पॉइंट में विभाजित किया गया है और यह 2 3 है तो 23 8 है और इसी तरह से यह होता है तो ये ये विभिन्न ऑपरेटर हैं जो R में समर्थित हैं अन्य ऑपरेटर है जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर जैसे तो आपके पास तो आपके पास और और उनके संबंधित उद्देश्यों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है तो यह केवल एक उदाहरण है जैसे पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको इन सभी अन्य असाइनमेंट ऑपरेटरों जैसे कि आदि के उदाहरण भी दिए हैं तो मै आपको केवल एक उदाहरण दूंगा जैसे X20 मूल रूप से X को 20 मान प्रदान करता है और फिर यदि आप X का मान प्रिंट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको 20 के रूप में परिणाम मिलता है और इन विभिन्न का उपयोग अन्य ऑपरेटरों को भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं और यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर जैसे आदि और उनके संबंधित उपयोग और उदाहरण भी यहां दिए गए हैं तो XY यदि X Y और Z को इन भिन्न मानों के अनुरूप कॉन्फ़िगर किया गया है जैसा कि इस चर विंडो में यहाँ दिखाया गया है तो यदि आप XY लिखते हैं तो जाहिर है X Y से अधिक नहीं है इसलिए आपको मूल्य false मिलेगा इसी तरह XY true है XY false है OR है और NOT है इसलिए यदि ये मान पूर्व निर्धारित हैं इन चरों को इन मानों के लिए प्री कॉन्फ़िगर किया गया है जैसे कि यह X false Y true और Z 4 है तो ये सभी अलग अलग ऑपरेटर है जिनका आप उपयोग इस तरीके से करते हैं और इनके उत्तर यहां दिखाए गए हैं पिछली स्लाइड्स की तरह यहां पर दिखाया गया है अन्य ऑपरेटरों के साथ मूल रूप से एक वेक्टर के लिए संख्याओं की एक श्रृंखला बनाता है फिर in वेक्टर से संबंधित एक तत्व की जांच करने में मदद करेगा की वह उसमें है या नहीं उदाहरण के लिए यदि आप इस N को इस तरह परिभाषित 10 अलग अलग पूर्णांकों का एक सेट है तो अगर आप N को प्रिंट करते हैं तो आपको जो मिलता है वह मूल रूप से 1 से 10 तक की सूची है और यह अन्य ऑपरेटर भी है और इसका संबंधित उदाहरण यहां पर दिखाया गया है तो विभिन्न डेटा प्रकार हैं जो समर्थित हैं लेकिन इससे पहले कि हम इन डेटा प्रकारों को समझें हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ऑब्जेक्ट्स R ऑब्जेक्ट्स है जो R द्वारा समर्थित हैं हैं जो समर्थित हैं वैक्टर सूचियाँ मैट्रिसेस सरणियाँ कारक डेटा फ़्रेम आदि तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और संबंधित डेटा प्रकार हैं जो समर्थित हैं लॉजिकलआदि इसलिए इन सभी का उपयोग विभिन्न जटिल कार्यक्रमों के निर्माण के लिए किया जाता है जिन्हें इस RStudio प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट किया जा सकता है इसलिए यह सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है एक बार फिर ये अलग अलग पैरामीटर हैं और विभिन्न डेटा प्रकार जो उपयोग किए जाते हैं तो आपके पास V है जो ट्रू मिलता है और इसी तरह इन अन्य के लिए भी यहाँ पर दिया गया है तो ये अलग अलग R ऑब्जेक्ट्स क्या हैं तो एक यह वेक्टर है तो वेक्टर मूल रूप से एक आयामी अरे की तरह है तो आपके पास कुछ इस तरह से हो सकता है कि आप इस वेक्टर को परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि apple c और फिर यदि आप apple को प्रिंट करते हैं तो आपको जो मिलता है वह इस विशेष वेक्टर के विभिन्न मूल्य हैं "red" "green" "yellow" तो यह सिर्फ एक आयामी अरे है जिसे इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो Mat मैट्रिक्स को परिभाषित करते हैं इसलिए यहां आप कह रहे हैं कि यह मैट्रिक्स है जहां nrow पंक्तियों की संख्या 2 होने वाली है कॉलम्स की संख्या 3 के बराबर है और byrow TRUE इसका मतलब है कि आप इस मैट्रिक्स को पंक्ति द्वारा बनाने जा रहे हैं तो यह सिर्फ एक मैट्रिक्स है जिसे हम बनाने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स में 2 पंक्तियाँ होंगी ये 2 अलग अलग पंक्तियाँ हैं और इसमें इस तरह 3 कॉलम होंगे और यदि आप इस मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं तो आपको इस तरह a b c d e f मिलता है फिर आपके पास यह अरे की सहायता से बनाया जा सकता है तो यह है कि इसे कैसे करना है a array print तो अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपको यह मिलता है कि यह एक आयाम है यह दूसरा आयाम है यह पहला आयाम है और फिर यह दूसरा आयाम है जैसा कि यहां दिखाया गया है और यह संबंधित मानों green yellow green yellow green yellow green yellow greenआदि मिलते हैं तो इस तरह यह एक परत है और यह दूसरी परत है आप तीसरा भी कर सकते हैं चौथा भी ताकि आप इन मैट्रिसेस के रूप में जाना जाता है फिर आपके पास यह सूची है मूल रूप से सूची इस तरह से बनाई जा सकती है पिछले अरे में आपके पास अलग अलग मान होते हैं तो आपके पास फ्लोटिंग प्वाइंट के रूप में जाना जाता है तो अलग अलग मशीन लर्निंग पैकेज हैं जो R द्वारा समर्थित हैं अलग अलग पैकेज हैं जैसे रेंडम फॉरेस्ट को लागू करता है फिर आपके पास अलग अलग चीजें हैं जैसे कि igraph जो कि नेटवर्क विश्लेषण भविष्य कहनेवाला मॉडल बनाने के लिए अलग अलग कार्यों के लिए होता है e1071 एक पैकेज या एक लाइब्रेरी के लिए है और एक तरफ कि कई अन्य अलग अलग पैकेज हैं जो R के लिए समर्थित हैं तो आप मशीन लर्निंग के कार्यान्वयन के लिए इन्हें कैसे निष्पादित करते हैं यह RStudio का एक स्नैपशॉट है सबसे पहले मैं आपको केवल एक उदाहरण देने जा रहा हूं यहां हमारे पास कैरेट पैकेज इंस्टॉल किया गया है हम इस कैरेट पैकेज का उपयोग करेंगे इसलिए हमें पहले इसे इंस्टॉल करना होगा तो यह इंस्टॉलेशन इस विशेष कमांड का उपयोग करके किया गया है installpackages caret और फिर आपके पास कुछ अन्य चीजें हैं या आप installpackages फिर उस विशेष पैकेज को लोड करने के लिए यह कमांड है library की मदद से कर सकते हैं आइरिस आदि तो यहां दिए गए संबंधित मान इस विशेष विंडो में दिखाए गए हैं तो डेटा आईरिस मूल रूप से इस आईरिस डेटासेट से डेटा लोड करेगा और डेटा सेट का नाम बदला जा सकता है dataset iris मूल रूप से इस विशेष डेटा सेट का नाम बदल देगा और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसलिए यह डेटा सेट और आईरिस दोनों मैं एक ही मान रहेंगे तो फिर आपके पास सटीकता के आकलन के लिए क्रॉस सत्यापन 10 गुना क्रॉस सत्यापन के लिए अलग अलग कमांड हैं ये वास्तव में अलग अलग चीजें हैं जो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से कर सकते हैं जैसे सपोर्ट फिक्सड वेक्टर मशीन आदि तो क्रॉस वेलिडेशन के लिए यह कमांड है जो आप उपयोग करते हैं control trainControl और metric "Accuracy" सपोर्ट वेक्टर मशीन के उपयोग के लिए आप पहले सीड का उपयोग करते हैं तो fitsvm यह svm कमांड इस विशेष डेटा सेट पर svm को चलाएगा डेटा सेट जिसका नाम data set है को चुनना होगा जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं इसलिए जैसा कि मैं आपको इंस्टॉलेशन के लिए बता रहा था यह कमांड कैरट पैकेज को इंस्टॉल करेगा तो installpackages caret इस विशेष कमांड के माध्यम से यहाँ पर यह कैरेट पैकेज इंस्टॉल किया जाता है तो फिर डॉट पैकेज इंस्टॉल करें e1071 इस पैकेज को स्थापित करेगा e1071 तो यह यह अन्य पैकेज है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं e1071 जिसमें TU Wien से सांख्यिकी संभाव्यता सिद्धांत आदि के विविध कार्य हैं जिन्हें मूल रूप से इंस्टॉल किया जाएगा और यदि आपको इन लाइब्रेरी को शामिल करना है तो यह कमांड का उपयोग कर सकते हैं तो लाइब्रेरी कैरेट यह मूल रूप से इन लाइब्रेरीओ को लोड करने में आपकी मदद करेगा फिर लाइब्रेरी ten e1071 भी इस लाइब्रेरी को लोड करेगा फिर डेटा आईरिस करते हैं जो आपके पास उस डेटा में है इस तरह से तो यह निष्पादित किया जाएगा svm को इस डेटा सेट पर निष्पादित किया जाएगा जिसका नाम डेटासेट है तो हमें जो मिला है वह R प्लेटफॉर्म की एक झलक है जो व्यापक रूप से एनालिटिक्स के लिए उपयोग किया जाता है आइए अब हम जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्राप्त होने वाले लाभों और C भाषा के साथ प्राप्त होने वाले प्रदर्शन पर आधारित है तो यह एक संयोजन है जो वैचारिक रूप से आप पाइथन और C से लाभ के संयोजन के रूप में सोच सकते है तो जूलिया एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है और यह वितरित संगणना और समानता का समर्थन करती है और अलग अलग C के जैसे फ़ंक्शन कॉल है जिसे जूलिया द्वारा समर्थित किया जाता है तो ये कुछ अलग अलग सामान्य प्रोग्रामिंग विशेषताएं हैं जो हैं एक यह println है तो यह println प्रिंटिंग के लिए है इसलिए इसका उपयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है और उदाहरण के लिए यदि आप यह टाइप करते हैं println उसके बाद यदि आप Enter करते हैं तो आपको I am excited to learn Julia स्क्रीन पर दिखेगा इसलिए यह उपयोग है println का और फिर विभिन्न चर को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह विशेष चर my answer 42 टाइप करें और फिर typeof है तो आपको पूर्णांक 64 मिलता है जो इस my answer का प्रकार है फिर my pi314159 और फिर यदि आप टाइप करते हैं typeof तो आपको यह 1464 मिलता है तो ये इस कमांड typeof के विभिन्न आउटपुट हैं typeof मूल रूप से कमांड है जो चर का प्रकार बताता हैं और चर के लिए मानों का यह असाइनमेंट इस तरीके से किया जा सकता है जैसा कि जूलिया में दिखाया गया है तो मूल गणित कार्यों का समर्थन किया जाता है जस्सी sum3 7 मूल रूप से दो अलग अलग पूर्णांकों का योग करेगा जो यहां दिए गए हैं इसलिए 3 7 10 difference10 3 आपको 7 देगा product 20 x 5 आपको 100 देगा quotient10010 आपको 100 देगा तो यह मूल रूप से फ्लोटिंग पॉइंट में होगा और फिर आपके पास power10 2 इसलिए यह कैप मूल रूप से पावर के लिए है तो 10 2 आपको 100 देगा और फिर मापांक 101 2 आपको 1 का यह मॉड वैल्यू देगा को मान देना इसलिए उदाहरण के लिए आप एक स्ट्रिंग को परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार s1"I am a string" यह मूल रूप से इस स्ट्रिंग s1 का निर्माण करेगा और फिर यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको यह आउटपुट मिलता है I am a string तो डॉलर चिन्ह का उपयोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए किया जाता है तो name"Jane" num fingers10 num toes10 तो आउटपुट 10 होगा अब अगर आप println println टाइप करते हैं तो आउटपुट होगा Hello my name is Jane I have 10 fingers and 10 toes तो इसी तरह आपको संबंधित मूल्य मिलेगा डॉलर मूल रूप संख्या के आंकड़े जो इस विशेष चर में संग्रहीत हैवही प्रिंट होता है तो num toes यह विशेष मूल्य देगी जो इस विशेष चर के लिए संग्रहीत है जो 10 है तो I have 10 fingers and 10 toes यह प्रिंट होता है जब आप यह स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं फिर स्ट्रिंग कॉन्काटेनेशन के लिए है आप इस तरह कर सकते हैं s3"How many cats " s4"is too many cats " string तो यह दोनों स्ट्रिंग s3 और s4 को जोड़ देगा तो आप इस संयुक्त स्ट्रिंग को प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि है How many cats is too many cats तो ये वही हैं जो यहां दिखाए गए हैं तो मूल रूप से tuples तो यह है कि आप इन tuples को कैसे बना सकते हैं तो myfavouriteanimals यह टपल का निर्माण करेंगे और इसलिए आउटपुट ऐसा होगा यदि आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट होगा तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के टुपल्स भी बना सकते हैं बनाने के लिए यह कमांड है तो myphonebookDict यह विशेष कमांड डिक्शनरीको बनाएगी तो आपके पास ये सभी अलग अलग मूल्य हैं जो इन विभिन्न चर में संग्रहीत होंगी तो यह myphonebook नाम के इस विशेष डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो यह इस तरह दिखेगा यदि आप किसी विशेष एंट्री को दिखाना चाहते हैं तो यह ऐसा करने का तरीका है वस्तुओं को वर्ग कोष्ठक में रख सकते हैं तो myfriends"Ted""Robin""Barney""Lily""Marshal" यह टेड रॉबिन बार्नी लिली और मार्शल वाले 5 तत्व अरे बनाएगा तो यह एक 7 तत्व अरे जिनमें यह अलग तत्व होंगे So with this we come to an end of Julia तो इसके साथ ही हम जूलिया के अंत में आते हैं ये अलग अलग संदर्भ हैं मैंने जो किया है वह मूल रूप से यह है मैंने आपको एक उच्च स्तरीय एक्सपोजिटरी व्यू दिया है कि R क्या है जूलिया क्या है यह RStudio प्लेटफॉर्म कैसा है ये कौन से मूल ऑपरेटर हैं जो वहां हैं क्या हैं विभिन्न कार्य जो जूलिया में समर्थित हैं आदि इसलिए ये केवल बहुत ही बुनियादी आधे घंटे की झलक है कि इनमें क्या है इस विशेष व्याख्यान के साथ आपको R या जूलिया का विशेषज्ञ बनाने की उम्मीद नहीं है हालाँकि अगर आपकी नौकरी की आवश्यकता है या यदि आप वास्तव में R और जूलिया की गहरी समझ रखने के इच्छुक हैं तो आपको अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना होगा और आपको अलग अलग ट्यूटोरियल लेने होंगे जो R और जूलिया के लिए हैं और आवश्यक हुआ तो आपको मास्टर बनना होगा लेकिन IIoT उद्योग 40 के लिए पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य से मुझे लगता है कि यह विशेष ज्ञान है जो आपको इस विशेष व्याख्यान के माध्यम से प्रदान किया गया है यह आपके लिए कम से कम शुरू करने के लिए पर्याप्त होगा तो ये कुछ अलग संदर्भ हैं यदि आप रुचि रखते हैं तो आप भविष्य में इन विभिन्न संदर्भों को पढ़ सकते हैं